पुनः स्वागत है तथा यह व्याख्यान संख्या 47 है हम आइगनवेल्यूस तथा आइगनवेक्टरस की चर्चा को जारी रखेगे आज हम ज्यादा ध्यान आइगनवेल्यूस ज्ञात करने पर देगे तथा कुछ प्रश्नों को हल करेगे तो चलिए इस मेट्रिक्स की आइगनवेल्यूस तथा आइगनवेक्टरस ज्ञात करने से शुरुआत करते है पुनः एक सरल मेट्रिक्स जहां हमने 2 स्कवेर रूट माइनस 2 तथा तब स्कवेर रूट 2 तथा पुनः स्कवेर रूट 2 तथा यह 1 वहाँ तो आइगनवेल्यूस ज्ञात करने के लिए हम सर्वप्रथम केरेक्ट्रीस्टिक इक्वेशन लिखेगे इसका अर्थ है A 𝜆I0 का डिटर्मिनेंट से हमारे पास केरेक्ट्रीस्टिक इक्वेशन होगी तो यहाँ 𝜆 को बस डाइगोनल एंट्रीस मे से सबट्रेक्टड किया है अन्यथा यह बस मेट्रिक्स A है तो यहाँ हमारे पास यह केरेक्ट्रीस्टिक इक्वेशन है जो बताता है की हमारे पास दो आइगनवेल्यूस 𝜆10 𝜆23 है तो यहाँ आइगनवेल्यूस 𝜆10 𝜆23 है तो अब हम 𝜆1 के करस्पोंडिंग आइगनवेक्टरस ज्ञात करेगे प्रथम आइगनवेल्यू 0 के लिए तो हमे A 𝜆I0 के लिनियर इकुवेशनस के सिस्टम को हल करना होगा तो 𝜆10 तो सरल रूप मे हम मूलतः Ax0 को हल करेगे या Ax0 के नल स्पेस को ज्ञात करने का प्रयास करेगे तथा नल स्पेस का जनरेटर या कोई भी बेसिस आइगनवेक्टर होगा So here getting to this तो यहाँ प्राप्त होता है तो यह दी गई मेट्रिक्स की रो रिड्यूसड इक्लोन रूप है तो मूलतः हमारे पास यह प्रथम इक्वेशन है जिसके अनुसार 2𝑥1−√2𝑥20 तथा हमारे पास एक फ्री वेरिएबल है जिसे हम जो चाहे ले सकते है तो चलिए इस x2 को फ्री वेरिएबल लेते है क्योकि हमारे संकेतन के अनुसार यह प्रथम p दोनों यहाँ तो यह x1 फ्री नहीं है तथा तब हम इस x2 को फ्री लेते है परंतु किसी भी स्थिति मे हम किसी को भी फ्री ले सकते है तथा दूसरा उस पर डिपेंडेंट होगा तो यहाँ हम x2 को चुन सकते है तथा तब हम x1 प्राप्त कर सकते है तो बहुत सी संभावनाओ मे से हम एक वेक्टर को चुनते है जिसे हमने यहाँ किया है x2 को फ्री वेरिएबल अल्फा लिया गया है तथा तब x1 आ रहा है तो हम यहाँ इस वेक्टर को भी ले सकते है तो यह 1 हो जाएगा तो इस वेक्टर को हम भी ले सकते है या हम ले सकते है तो हम किसी भी संख्या से यहाँ मल्टीप्लाय करे वह दी गई इक्वेशन के केरेक्ट्रीस्टिक वेक्टर या आइगनवेक्टर होगे तो यहाँ हमे 𝜆10 के करस्पोंडिंग केरेक्ट्रीस्टिक वेक्टर या आइगनवेक्टर प्राप्त होता है इसी प्रकार हम 𝜆23 के करस्पोंडिंग आइगनवेक्टर ज्ञात कर सकते है तो हमे इस बार पुनः इक्वेशन के सिस्टम A 𝜆I0 को हल करना होगा तथा तब पुनः इस 𝜆 को मेट्रिक्स A मे से सबट्रेक्टड करना होगा आइगनवेक्टरस तो इस स्थिति मे 0 के करस्पोंडिंग आइगनवेक्टरस 1 तथा √2 है तथा यहाँ हमारे पास यह √2 तथा 1 है पुनः हम ध्यान दे सकते है की यह आइगनवेक्टरस लीनियरली इंडिपेंडेंट है तथा जैसा की मैंने पिछले व्याख्यान मे कहा था की हम यह प्रूव कर सकते है की डिस्टिंट आइगनवेल्यूस के करस्पोंडिंग आइगनवेक्टरस का सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है तो हम यहाँ यह जांच सकते है की यह दो वेक्टरस लीनियरली इंडिपेंडेंट है अगला सवाल यह है तो यहाँ हम पुनः इस 3×3 की मेट्रिक्स के लिए आइगनवेल्यूस तथा आइगनवेक्टरस ज्ञात करना चाहते है तो हमे पुनः इन पदो के अनुसार कार्य करना होगा की पहले हम केरेक्ट्रीस्टिक इक्वेशन लिखे जिससे हमे आइगनवेल्यूस प्राप्त हो तो केरेक्ट्रीस्टिक इक्वेशन इस A 𝜆I0 का डिटर्मिनेंट होगी तो हमे इस लेम्डा 𝜆 को डाइगोनल एंट्रीस 3 3 तथा 5 मे से सबट्रेक्ट करना होग तो इस मेट्रिक्स की केरेक्ट्रीस्टिक इक्वेशन तथा हमे इस डिटर्मिनेंट का मान ज्ञात करना है जो की कठिन नहीं है तो हमारे पास यह है आइगनवेल्यूस 𝜆11 𝜆2𝜆35 तो अब आइगनवेल्यूस 1 तथा 5 है यह दो आइगनवेल्यूस है तथा हमे इन प्रत्येक के करस्पोंडिंग आइगनवेक्टरस ज्ञात करने होगे तो जब हम यह 𝜆11 लेते है हमे यह इक्वेशन का सिस्टम A 𝜆I0 मिलता है तथा हमारा A यह था तो यहाँ A माइनस 𝜆I तथा 𝜆11 अब तो 1 को डाइगोनल से सबट्रेक्ट किया जाएगा तथा यहाँ यह हमारी मेट्रिक्स होगी हमे यहाँ इस इक्वेशन के हल के रूप मे यह प्राप्त होता है तो इस स्थिति मे इस सिस्टम का हल है तथा यही इस मेट्रिक्स के नल स्पेस का जनरेटर भी है तो हम किसी भी वेक्टर को ले सकते है इस नल स्पेस के किसी भी नॉनज़ीरो वेक्टर को तो यहाँ हम इसे या इसके किसी भी मल्टिपल को आइगनवेल्यू 𝜆11 के करस्पोंडिंग आइगनवेक्टर ले सकते है अगले की तरफ बढ़ते है तो हमारे पास 𝜆2𝜆35 है तथा तब यदि हम दिये गए A के लिए इकुवेशनस का सिस्टम बनाए जिसके लिए की इस स्थिति मे डाइगोनल एंट्रीस मे से 5 को सबट्रेक्ट करना होगा तो हमारे पास यहाँ यह दो तथा का 4 अल्फा जनरेटरस के रूप मे है तो इस स्थिति मे हमने क्या देखा की हमे यह प्राप्त होता है यदि 1 दी गई डिफ़्रेंटियल इक्वेशन दिये गई इक्वेशन के सिस्टम को सेटीस्फ़ाय करता है तो यहाँ यह तथा दिये गए इक्वेशन को सेटीस्फ़ाय करेगे तथा यह दोनों भी लीनियरली इंडिपेंडेंट है जिसे हम स्ट्रक्चर से देख सकते है कोई भी लिनियर कॉम्बिनेशन 𝛼1𝛼20 ले तो 0 के बराबर होने के लिए 𝛼1 𝛼2 0 होने चाहिए तो इस स्थिति मे लीनियरली इंडिपेंडेंट होने की जांच आसान है तो यहाँ इस बार आने वाली आइगनवेल्यू के करस्पोंडिंग हमे दो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टरस मिलते है जो A 𝜆I0 को संतुष्ट करते है तो मूलतः 𝜆5 के करस्पोंडिंग हमे 2 आइगनवेक्टरस या ये कहे की 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगनवेक्टरस प्राप्त होते है हमे इस स्थिति मे प्राप्त होता है अब यदि हम दूसरी समस्या को देखे जहां इस मेट्रिक्स का आइगनस्पेस हो केरेक्ट्रीस्टिक इक्वेशन ⇒2−𝜆40 आइगनवेल्यूस 𝜆2 2 2 2 तो हमे यह हमारे इक्वेशन इक्वेशन के सिस्टम के रूप मे प्राप्त होता है तथा यहाँ हमे रीडयूस्ड रूप प्राप्त करने के लिए कुछ नहीं करना है क्योकि हम साफ तौर से देख सकते है की यह रिड्यूसड इक्लोन रूप मे ही है यहाँ हमारे पास केवल एक फ्री वेरिएबल है 2 यहाँ 4 टाइम्स आया था इस विशिष्ट उदाहरण मे परंतु हमे यहाँ केवल एक लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगनवेक्टर प्राप्त होता है वहीं पूर्व के उदाहरणो मे आइगनवेल्यू दो टाइम्स आई थी ओर हमे इस इक्वेशन के दो लीनियरली इंडिपेंडेंट हल भी प्राप्त हुए थे परंतु अब इस 2 के 4 टाइम्स आने पर भी हमे केवल 1 करस्पोंडिंग आइगनवेक्टर प्राप्त हो रहा है तो हम यहाँ क्या चर्चा करना चाह रहे है की केवल आइगनवेल्यू कितने टाइम्स आई है इससे हम यह देख कर ही नहीं बता सकते की कितने लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगनवेक्टरस होगे यह कुछ भी हो सकते है हमे इस स्थिति की तरह भी जहां एक आइगनवेल्यू 4 टाइम्स आई है पर लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगनवेक्टरस 1 ही है भी प्राप्त हो सकता है तथा इस स्थिति मे यह है आइगनवेक्टरस 𝜆2 अतः आइगनस्पेस का बेसिस 1000𝑇 तो अन्य उदाहरण मे हम मेट्रिक्स के आइगनवेल्यूस तथा आइगनवेक्टरस को ज्ञात करेगे तो यहाँ यदि हम इस detA 𝜆I0 की गणना करे तो क्या होगा परंतु इस स्थिति मे हमे यहाँ आइगनवेल्यूस के रूप मे 2 कॉम्प्लेक्स वैल्यू प्राप्त होती है तो यह पुनः प्रदर्शित करता है की मेट्रिक्स मे भले रियल एंट्रीस हो हमारे पास रियल मेट्रिक्स है परंतु फिर भी हमे केरेक्ट्रीस्टिक इक्वेशन के यह कॉम्प्लेक्स रूट प्राप्त हो सकते है अर्थात आइगनवेल्यूस कॉम्प्लेक्स हो सकते है तो एक रियल मेट्रिक्स के कॉम्प्लेक्स आइगनवेल्यूस हो सकते है यह ध्यान देने योग्य है तथा तब प्रथम आइगनवेल्यू 𝜆12i के करस्पोंडिंग आइगनवेक्टरस होगा तो हमारे पास 1 आइगनवेल्यू 2i है एक अन्य 2 i है तथा आगे हम देखेगे की यह आइगनवेल्यूस हमेशा कोंजुगेट रूप मे आते है जैसे की रूट हमेशा आते है तथा केवल यही नहीं हमे कोंजुगेट आइगनवेल्यूस के करस्पोंडिंग आइगनवेक्टरस के लिए भी कुछ ओर रुचिकर तथ्य पता चलेगे तो यदि हम 2i को ले तथा पुनः यह इक्वेशन का सिस्टम होगा 𝜆12𝑖 के करस्पोंडिंग आइगनवेक्टर 𝜆1 के करस्पोंडिंग आइगनवेक्टर 𝜆12−𝑖 के करस्पोंडिंग आइगनवेक्टर 𝜆1 के करस्पोंडिंग आइगनवेक्टर तो आइगनवेक्टर या आइगनवेक्टरस मे से एक यहाँ हमे उसका कोंजुगेट प्राप्त होगा जो हमने इस कोंजुगेट के करस्पोंडिंग आइगनवेक्टर प्राप्त होगा तो समान्यतया यह एक अच्छा परिणाम है हमारे पास यह रियल मेट्रिक्स A है तथा इसके कॉम्प्लेक्स आइगनवेल्यूस है तब कोंजुगेट तब यह कोंजुगेट 𝜆̅ है तो 𝜆 एक आइगनवेल्यू है तब इसका कोंजुगेट भी आइगनवेल्यू होगा तथा परंतु यह सामान्य है जो इस केरेक्ट्रीस्टिक इक्वेशन से प्राप्त हो रहे है तो कोंजुगेट सदैव रूट्स होगे तो यहाँ क्या रुचिकर है रुचिकर है की यह हमारे पास इस Ax 𝜆x से है यदि हम दोनों ओर का कोंजुगेट ले तो हमे क्या मिलेगा क्योकि A रियल मेट्रिक्स है तो 𝐴𝑥̅𝜆̅ 𝑥̅ तो पुनः हमारे पास यह इक्वेशन है आइगनवेल्यूस आइगनवेक्टर इक्वेशन इस 𝑥̅ से सेटीस्फायड होती है x का कोंजुगेट तथा राइट हेंड साइड 𝜆̅ 𝑥̅ होगी तो यह क्या बताता है की x का कोंजुगेट 𝑥̅ एक आइगनवेक्टर होगा 𝜆̅ के करस्पोंडिंग तो हालांकि हमे इसकी गणना नहीं करनी होगी क्योकि इस गणना से हमारे पास यह परिणाम है की एक बार जब हमारे पास इस कॉम्प्लेक्स वैल्यू 𝜆 के लिए आइगनवेक्टर है तथा इसका कोंजुगेट ही कोंजुगेट आइगनवेल्यू के करस्पोंडिंग आइगनवेक्टर होगा तो यहाँ यह कोंजुगेट रूट्स या कोंजुगेट आइगनवेल्यूस कोम्पेल्क्स कोंजुगेट यहाँ के बारे मे यह रुचिकर परिणाम है तो इस स्थिति मे भिन्न भिन्न आइगनवेल्यूस के करस्पोंडिंग आइगनवेक्टरस लीनियरली इंडिपेंडेंट होगे अर्थात हमने क्या देखा की कम से कम गणना के लिए हमारे पास न्यूमेरिकल गणना के लिए तथा साथ ही हमने यह भी देखा की रियल मेट्रिक्स के कॉम्प्लेक्स आइगनवेल्यूस भी हो सकते है तो यहाँ यह रुचिकर है तथा साथ ही आइगनवेल्यूस व आइगनवेक्टरस कोरेक्ट कॉम्प्लेक्स कोंजुगेट होगे तो एक बार जब हमारे पास आइगनवेल्यू के रूप मे कॉम्प्लेक्स वैल्यू है इसका कोंजुगेट यहाँ होगा तथा केवल यह ही नहीं आइगनवेक्टरस भी कोंजुगेट पेयर्स के रूप मे होगे तो यह रुचिकर परिणाम है जो हमने देखा है तथा यह केवल इस उदाहरण के लिए ही नहीं सामान्य रूप से भी ट्रू है तो यह वह संदर्भ है जिनका प्रयोग किया गया है ध्यान देने के लिए धन्यवाद